नमस्कार इस बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है लीस्ट स्क्वायर को देख रहे हैं और हमने लीस्ट स्क्वायर के पीछे की अंतर्ज्ञान सहित कई पहलुओं को देखा है लीस्ट स्क्वायर के कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों को देखें वास्तव में हमने जो कहा है वह यह है कि यह कुछ ऐसा है जो सिग्नल प्रोसेसिंग और संचार में बहुत बार उठता है तो हमारे पास व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं

लीस्ट स्क्वायर का व्यावहारिक अनुप्रयोग और हम इसमें क्या करना चाहते हैं हम पहले समस्या पर विचार करते हैं वायरलेस संचार से संबंधित है निश्चित रूप से दिलचस्प समस्याओं में से एक यह है कि वायरलेस संचार प्रणाली में चैनल अनुमान है विशेष रूप से हम मल्टी एंटीना चैनल की समस्या को देखते हैं

आइए हम मल्टी एंटीना चैनल अनुमान की समस्या को देखें अब यदि आप इसे देखते हैं तो आमतौर पर हमने जो कहा है वह है अब हम विचार करते हैं अब हम कई ट्रांसमिट एंटीना के साथ एक सिस्टम पर विचार करते हैं तो आपके पास एक ट्रांसमीटर है और इसमें कई हैं इसलिए आपके ट्रांसमीटर को हम कहते हैं कि आपके पास ट्रांसमीटर पर एल एंटीना हैं और सरलता के लिए हम कहते हैं कि आपके पास एक रिसीव एंटीना है

अब आपके पास चैनल कोएफ़िशिएंट्स हैं L एंटीना हैं L चैनल कोएफ़िशिएंट्स हैं H1 H2 है H L तक ये L चैनल कोएफ़िशिएंट्स हैं ठीक है

और यह चैनल कोएफ़िशिएंट्स अज्ञात हैं ठीक है आप चैनल को शामिल करते हैं ठीक है और हमने यह भी कहा कि यह चैनल स्टेट की जानकारी या CSI है जो अज्ञात है और इसका अनुमान लगाना है ठीक है तो यह चैनल वेक्टर यदि आप इसे H बार कहते हैं तो यह चैनल वेक्टर है जो मूल रूप से CSI चैनल स्टेट की जानकारी का गठन करता है और इसका अनुमान लगाना है तो यह मूल रूप से आपका H बार CSI के बराबर है यह चैनल स्टेटस की जानकारी है और इस CSI का अनुमान लगाना है

CSI का अनुमान लगाना होगा अब इस चैनल स्टेट की जानकारी का अनुमान लगाने के लिए हम पायलट प्रतीकों को प्रसारित करते हैं अब ये पायलट सिंबल रिसीवर पर ज्ञात सिंबल हैं तो CSI का अनुमान लगाने के लिए हमें पायलट प्रतीकों को प्रेषित करना होगा पायलट वेक्टर आपको पायलट वैक्टर ट्रांसमिट करना होगा अब हम कहते हैं कि x k k समय पर k इंस्टेंट k पर kth पायलट वेक्टर या पायलट वेक्टर है तो इसका तात्पर्य है कि आप पायलट वेक्टर को समय पर इंस्टेंट k पर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वह यह है कि मैं प्राप्त प्रतीक y लिख सकता हूं k के समय पर इंस्टेंट k चैनल कोएफ़िशिएंट्स h1 h2 hL x1k x2k से XLK तक प्लस नॉइस सैंपल प्लस N K का क्या है

अब याद रखें कि Xi of K आप इस Xi of K के बारे में सोच सकते हैं कि ith एंटीना पर पायलट प्रतीक के बराबर है ith एंटीना पर ith ट्रांसमीटर एंटीना पायलट प्रतीक ith एंटीना पर समय पर ith एंटीना पर प्रेषित पायलट प्रतीक इसलिए मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं जैसा कि यह दर्शाता है

Y k बराबर है ठीक है मैं इसे वेक्टर के रूप में लिख सकता हूं तो यह आपका H बार ट्रांसपोज़ चैनल वेक्टर है H बार बार X बार k प्लस नॉइज़ सैंपल N का इसलिए अब यदि आप ट्रांसमिट करते हैं तो हम m पायलट वेक्टर कहते हैं जिसे आप कर सकते हैं और अब वास्तविक वेक्टर पर विचार करना याद रखें इसे x बार ट्रांसपोज़ टाइम्स h बार प्लस n k के रूप में भी लिखा जा सकता है मैं इसे h बार ट्रांसपोज़ x बार k या x बार k ट्रांसपोज़ टाइम्स h बार के रूप में लिख सकता हूं अब m पायलट वैक्टर के ट्रांसमिशन पर विचार करें तो हम कहते हैं कि आप m पायलट वैक्टर ट्रांसमिट करते हैं मैं समतुल्य प्रणाली को लिख सकता हूं जैसे कि y 1 बराबर x बार ट्रांसपोज़ 1 इन टू h बार प्लस n 1 है इसी तरह y 2 बराबर x बार ट्रांसपोज़ 2 इनटू h बार प्लस n 2 तो y m पर बराबर x बार ट्रांसपोज़ m इनटू x बार प्लस n ऑफ m ठीक है

और अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इससे एक मैट्रिक्स बना सकता हूं तो यह एक वेक्टर बन जाएगा यह आपका m क्रॉस n बन जाएगा आप इसे अपना m क्रॉस n आउटपुट वेक्टर कह सकते हैं

यह कॉल करेगा आप इसे अपना पायलट मैट्रिक्स कह सकते हैं वास्तव में इसमें M रोस हैं प्रत्येक साइज L है इसलिए यह पायलट मैट्रिक्स X होगा साइज M क्रॉस L का होगा H बार एक चैनल वेक्टर है जो साइज L क्रॉस 1 का है और अब एक बार जब आप इन नॉइज़ एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो आपके पास यह होगा N बार साइज का भी फिर से m क्रॉस 1 होगा तो नेट जो आपके पास है वह चैनल अनुमान के लिए आपका मॉडल है तो आपके पास क्या होगा आपके पास y बार x बार h बार प्लस n बार के बराबर होगा तो यह चैनल अनुमान के लिए मॉडल है वास्तव में चैनल अनुमान मॉडल मल्टी एंटेना सिस्टम के लिए चैनल अनुमान मॉडल है

और वास्तव में यह X पायलट मैट्रिक्स है आप इसे X या XP से दर्शा सकते हैं तो यह X पायलट मैट्रिक्स के बराबर है और यह आकार m क्रॉस m का है और यह वेक्टर h बार याद रखें कि यह CSI है यह अज्ञात है

वेक्टर h बार जो CSI का प्रतिनिधित्व करता है यह अज्ञात है और अब इस h बार का अनुमान लगाने के लिए याद रखें हम नहीं जानते हैं बेशक शोर है यह नॉइसी ऑब्जर्वेशन मॉडल है तो आपको सबसे अच्छा वेक्टर h बार देखना होगा जो मैट्रिक्स X में प्रेषित पायलट प्रतीकों के अनुरूप ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेड वेक्टर y बार को बताता है तो इसलिए अब कोई h के अनुमान के लिए तैयार कर सकता है तो H का अनुमान लगाने के लिए लीस्ट स्क्वायर का अनुमान समस्या तैयार करें

वह y बार माइनस h x बार गैर वर्ग को लीस्ट करें सबसे लीस्ट वर्ग समस्या है और हम अब समाधान जानते हैं तो यह चैनल अनुमान के लिए आपकी LS समस्या है वास्तव में मल्टी एंटेना चैनल अनुमान के लिए

और हल H हैट को लीस्ट स्क्वायर के हल X ट्रांसपोज़ X इनवर्स X ट्रांसपोज़ Y बार द्वारा दिया जाता है लीस्ट वर्ग चैनल अनुमान के रूप में भी जाना जाता है यह बहुत दिलचस्प है यह आपके LS के बराबर है जो कि लीस्ट वर्ग चैनल अनुमान है

लीस्ट वर्ग चैनल अनुमान के रूप में जाना जाता है x आपका पायलट मैट्रिक्स है ऑब्जर्वेशन वेक्टर y बार संबंधित पायलट वेक्टर हैं दूसरी बात जो हम मान रहे हैं वह यह है कि यह एक ओवर डिटर्मिनेटेड सिस्टम है जिसका अर्थ है कि पायलटों की संख्या में शामिल है m ट्रांसमीटर की संख्या से अधिक या बराबर है केवल तभी काम करता है जब सिस्टम ओवर डिटर्मिनेटेड हो इसलिए जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यह मान रहे हैं कि m पायलट प्रतीकों की संख्या से अधिक या बराबर है M बहुत बड़ा होता है तो इसका तात्पर्य है कि यह एक ओवर डिटर्मिनेटेड सिस्टम है तो आप यह भी कह सकते हैं कि लीस्ट वर्ग तकनीक का उपयोग करके चैनल अनुमान के लिए आवश्यक पायलट प्रतीकों की न्यूनतम संख्या लीस्ट ट्रांसमिट एंटीना की संख्या है दिलचस्प परिणाम है तो इसका मतलब है कि आवश्यक पायलट प्रतीकों की न्यूनतम संख्या

यह एक और दिलचस्प परिणाम है यानी आपको लीस्ट पायलट सिंबल L की पायलट संख्या को प्रेषित करने की आवश्यकता है यानी इस मल्टी एक्टिविटी के अनुमान के लिए M को L के बराबर से अधिक होना चाहिए तो यह एक दिलचस्प अनुप्रयोग है वास्तव में सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है और वास्तव में सबसे व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य अनुप्रयोगों में से एक है व्यावहारिक रूप से एक व्यावहारिक वायरलेस संचार प्रणाली के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग के संदर्भ में लीस्ट वर्ग समाधान के प्रचलित अनुप्रयोग सही यहां रुकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य अनुप्रयोगों को देखेंगे